सुप्रभात हम फ्यूल अनुमान की चर्चा को जारी रखेंगे हम यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूल फ्रेक्शन WfWo कितना होगा हम यह मानते हैं और समझ चुके हैं कि मुख्य रूप से यह विमान के मिशन पर आधारित होगा उदाहरण के लिए अगर मैं एक साधारण मिशन लेता हूं जिसमें यह वार्म अप और टेकऑफ है क्लाइंब फिर क्रूज़ लोयटर फिर लैंडिंग आज हम वापस क्रूज़ और लोयटर की बुनियादी समझ पर वापस जाएंगे जो भी हमने एयरप्लेन परफॉर्मेंस में पढ़ा था उसे हम दोबारा देखेंगे इससे हमें पता चलेगा कि रेंज और लोयटर मिशन के लिए WfWo का अनुमान कैसे लगाएं रेंज मिशन का मतलब कितने किलोमीटर और लोयटर मिशन का मतलब कितने सेकेंड या घंटे हम हवा में रहेंगे इसलिए हम फिर से रेंज और इंड्योरेंस को देखेंगे दो तरह के विमानों के लिए एक प्रोपेलर से संचालित जैसे कि IC इंजन पर आधारित और दूसरा जेट से संचालित तो मूल रूप से सवाल यह है कि अगर मैं प्रोपेलर से संचालित विमान इस्तेमाल कर रहा हूं तो दी हुई दूरी तय करने में या दिए हुए समय के लिए हवा में रहने में कितने तेल की खपत होगी उसी तरह से मैं पूछ सकता हूं कि अगर मैं जेट से संचालित विमान को उड़ा रहा हूं तो दिए हुए रेंज की जरूरत को पूरा करने के लिए या एंडोरेंस के लिए या लोयटर की जरूरत को पूरा करने के लिए कितने तेल की खपत होगी हम रिवीजन के लिए एयरप्लेन परफॉर्मेंस पर वापस जाना चाहते हैं जैसा मैंने हमेशा कहा है कि हमने एयरप्लेन परफॉर्मेंस में जो भी समझा है उसे जब हम डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चीजों को लागू करने के समय उन्हें दूसरे तरीके से समझते हैं ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम उन्हें अच्छे से समझ सके और अपना दिमाग खुला रखें आप देख सकेंगे कि लोगों ने कितनी सुंदरता से हमें चीजों को समझने में मदद की है तो हम याद करेंगे की रेंज की परिभाषा क्या थी जब मैं रेंज की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है वह जमीनी दूरी जो विमान तय करेगा एक दी हुई फ्यूल से भरी टंकी में फ्यूल से भरी टंकी से जो दूरी तय होगी वह रेंज है और इंड्योरेन्स दी हुई फ्यूल की टंकी के लिए वह समय है जिस दौरान हम हवा में रहते हैं अब हम जल्दी से प्रोपेलर से संचालित विमान के बारे में बात करेंगे आपको पता है कि जब हमने प्रोपेलर संचालित विमान के बारे में बात की थी तो हमने SFC के बारे में बात की थी जो है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन यह स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है और आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे यह FPS था pounds of फ्यूल प्रति इकाई horsepower या प्रति इकाई पावर FPS में आप horsepower इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रति इकाई समय के लिए hour इस्तेमाल कर सकते हैं यह यूनिट असंगत है लेकिन इसका मतलब है फ्यूल वेट की खपत प्रति इकाई पावर प्रति इकाई समय अगर आप इसे संगत में रखना चाहते हैं तो यह होगा Newton में फ्यूल की खपत प्रति इकाई watt second जोकि SFC है और IC इंजन संचालित प्रोपेलर विमान के लिए प्रासंगिक है अब अगर मैं लिखता हूं यह बात साफ है कि W0 क्या है W0 ग्रॉस वेट है W1 क्या है फ्यूल वेट छोड़कर सारा वेट तो फिर हम लिख सकते हैं यहां C क्या है यह SFC है हमारा नोटेशन लेटर C इस्तेमाल करेगा जो आपने वहां भी इस्तेमाल किया था यह P क्या है P पावर है यह बात बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए अगर यह यहां है तो यह फ्यूल रिएक्शन चल रहा है और आपको कुछ पावर ब्रेक शाफ्ट पर मिल रहा है जो घुमा रहा है तो यह P यह P है क्योंकि फ्यूल की खपत हो गई है इस P को ब्रेक पर देने के लिए लेकिन आप कितना पावर इस्तेमाल करेंगे इसका फैसला तब होता है जब आप प्रोपेलर लगा देते हैं और आप कह सकते हैं की उपलब्द पावर है यह P ब्रेक पर फ्यूल रिएक्शन या कंबशन की वजह से उपलब्ध है पावर की उपलब्धता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रोपेलर कितना एफिशिएंट है यानी कि प्रोपेलर एफिशिएंसी eta गुना पावर जो ब्रेक पर उपलब्ध है तो यह उपलब्ध पावर है यह मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूं अब मैं यह लिख सकता हूं और क्योंकि यहां से मैं ऐसे लिख रहा हूं अगर मैं इंड्योरेन्स ढूंढ रहा हूं तो इंड्योरेन्स होगा मैं यहां 0 से E लिख रहा हूं क्योंकि यह इंटीग्रल W के ऊपर है यह W0 से शुरू हुआ और फ्यूल की खपत होकर W1 हो गया तो यह भाग E की परिभाषा है और हमें यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि यह P ब्रेक पर उपलब्ध पावर है ना कि उपलब्ध पावर तो यह P है यह आपको नहीं भूलना चाहिए यह बहुत जरूरी है तो हमें पता है कि यह E कि परिभाषा है तो इसे मिटा कर मैं लिखूंगा उसी तरह रेंज के लिए हमारे पास एक समीकरण है हम रेंज को कैसे समझते हैं इस रेंज का मतलब मैं उस रेंज की बात कर रहा हूं जब यह क्रूज़ उड़ान खत्म कर रहा है level unaccelerated flight इसका मतलब विमान समान गति से चल रहा है इसलिए मैं लिख सकता हूं 𝑑𝑠 𝑉ꝏ𝑑𝑡 जो कि dt समय में समान गति 𝑉ꝏ से तय की हुई दूरी है इसलिए मैं लिख सकता हूं आइए यहां देखते हैं मैं लिख रहा हूं और आपको पता है कि dWf मूल रूप से dW है क्योंकि इस डेरिवेशन के लिए हमने माना है कि विमान के भार में परिवर्तन मूल रूप से फ्यूल के भार में परिवर्तन के बराबर है इसलिए dWf की जगह हम dW लिख रहे हैं तो ds की जगह 𝑉ꝏdt और dt के लिए हम यह लिखेंगे इसलिए यह रेंज के लिए समीकरण बन जाएगा क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है बस यह हमारे 2 समीकरण रहेंगे तो यह रेंज या एंड्योरेंस के लिए मौलिक समीकरण है और यह मत भूलिए कि आप level unaccelerated cruise flight की बात कर रहे हैं अगर आप याद करें तो हमारे पास Breguet रेंज और एंड्योरेंस समीकरण है तो अगर हम रेंज समीकरण की बात करें तो अगर यह क्रूज़ है तो P available बराबर P required है और जैसे कि आपको पता है कि ब्रेक पर उपलब्ध पावर को हम power available बटा η लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है तो इसलिए मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं अगर मैं इसे रेंज समीकरण में ठीक से डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मैं इसे थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि मैं यह मान रहा हूं कि आपने यह सारी चीजें की है तो P available पावर है P available power required है जो कि इसलिए अब मैं इसे और बदल कर लिख सकता हूं 𝑉ꝏ चला जाएगा आप यहां से देख सकते हैं कि यह कट जाएगा अब आप मुझसे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा जो रास्ता मैंने यहां पर फॉलो किया है 𝑉ꝏकैंसिल हो गया है हमारे पास ईCहै और हमने dWW के साथ क्या किया है हमने उसे W से गुणा और भाग किया है इसलिए समीकरण समान रहेगा और चुकी यह एक क्रूज़ फ्लाइट है 𝐿 𝑊 इसलिए मैं आसानी से लिख सकता हूं यह रेंज के लिए एकदम सटीक समीकरण है यह मत भुलिए कि हमने इसे प्रोपेलर संचालित विमान के लिए किया है अगर हम आगे जाते हैं तो आपको किस तरह का समीकरण मिलेगा आपको मिलेगा रेंज यहां पर हमने क्या चीजें मानी है पहली चीज है की 𝜂 बदल नहीं रहा है C और LD भी बदल नहीं रहा है इसलिए अगर मैं इसे इंटीग्रल के बाहर निकाल लूं तो मुझे मोटे तौर पर रेंज का समीकरण मिलेगा कृपया समझिए कि हमने माना है कि LD बदल नहीं रहा है लेकिन आप यह भी समझते हैं कि जब हम क्रूज़ कर रहे होते हैं तो वेट घटता जाएगा और जैसे जैसे वेट घटता जाएगा लिफ्ट की जरूरत भी बदलती जाएगी इसलिए LD समान नहीं रहेगा लेकिन डिज़ाइनर की क्या सोच है हम बोल रहे हैं कि इस चीज़ की जानकारी हमें है लेकिन हम यह मान रहे हैं कि भार में बदलाव ज्यादा बड़ा नहीं होगा जिसे मानना बहुत ज्यादा बुरा नहीं है तो यह रेंज का समीकरण है तो इससे हम क्या समझ रहे हैं अगर आप अत्यधिक रेंज चाहते हैं तो आपको ऐसे उड़ना होगा ताकि CL CD अत्यधिक हो या LD अत्यधिक हो या सामान्य रूप से यह सारी चीजें आपके लिए एकदम साफ है परफॉर्मेंस में हमने यह सब काफी बार किया है लेकिन यह प्रोपेलर संचालित विमान के लिए है अब देखते हैं कि एंड्योरेंस में क्या बदलाव आया है अगर हम एंड्योरेंस की परिभाषा देखें तो मुझे यह करने दीजिए उसके बाद में समझाऊंगा

क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप यह समझेंगे कि यह P available बराबर power required है इसलिए और इसलिए यह समीकरण एंड्योरेंस के लिए है फिर से मैं थोड़ा सा बदलाव करके इसे लिख सकता हूं और फिर से मैंने माना है कि η constant C constant LD constant इसलिए मुझे E का समीकरण मिलेगा मैं यहां पर आपका ध्यान चाहता हूं हम आखरी कदम को फिर से देखेंगे अगर हम E के समीकरण को देखें और इस प्रक्रिया का पालन करें तो हमें मिलेगा अगर आप वापस अपने एयरप्लेन परफॉर्मेंस के नोट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगला कदम क्या था हमने लिखा था उसे यहां डाला गया है उसके बाद हमें प्रोपेलर संचालित विमान के लिए एक शर्त मिली की cL32CD को अधिकतम होना चाहिए E को अधिकतम होने के लिए हमारे परफॉर्मेंस कोर्स में हमने Vꝏ की जगह लिखा है तो आपको CL32CDमिला और E को अत्यधिक करने के लिए हमें पता है कि CL32CD अत्यधिक होना चाहिए लेकिन डिज़ाइनर के नजरिए से अब हम देखेंगे कि कितनी सुंदरता से इसे हम हैंडल करेंगे हम कहेंगे कि हम समझते हैं कि अधिकतम E के लिए जोकि लोयटर के लिए है CL32CD अधिकतम होना चाहिए या विमान को ऐसे उड़ाना है ताकि CL32CD अधिकतम हो तो अब हम इस रिजल्ट को दूसरे तरीके से समझेंगे हमें पता है कि CL32CD अत्यधिक होने का मतलब एक खास CL है जो कि हम इस रिजल्ट को LD के मामले में कैसे देखेंगे मैंने कहा कि अगर हमें अधिकतम E चाहिए तो हमें ऐसी गति V पर उड़ना होगा ताकि LD उस केस के लिए हो जिसमें CL32CDअधिकतम होता है अधिकतम रेंज के लिए हमें ऐसी गति पर उड़ना है जिसमें LD अधिकतम हो लेकिन यहां पर हम अधिकतम LD पर नहीं उड़ रहे हैं हम उस LD पर उड़ रहे हैं जिस पर CL32CD अधिकतम है यह समझ होनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद